आज हम सिंगल स्लीट डिफ्रेक्शन प्रयोग को प्रदर्शन करेंगे और इस प्रयोग का लक्ष्य स्लीट की चौड़ाई को नापना है यहां हमारे पास एक सिंगल स्लीट है जिसकी चौड़ाई b है और इसके ऊपर समांतर किरने नॉर्मल आकर गिर रही हैं यह लाल हिस्सा ओपेक है और रैक्टेंगुलर हिस्सा खुला हुआ है मतलब रोशनी इससे गुजर सकती है और इससे गुजरने के बाद हमें स्क्रीन पर उसका डिफ्रेक्शन देखने को मिलेगा स्लीट की चौड़ाई रोशनी की वेवलेंथ के आर्डर में है स्क्रीन पर जो डिफ्रेक्शन पैटर्न हम देख पा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी बदल रही है जैसे कि हम देख सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर है और यह है मिनी सेकेंडरी मैक्सिमा और इन मैक्सिमा के बीच में मिनीमा है यह डार्क हिस्से हैं हम दो तरह के मैक्सिमा को स्क्रीन पर देखेंगे एक है सेंट्रल मैक्सिमा जोकि सीधी पोजीशन पर डॉटेड लाइन को फॉलो करते हुए बन रहा है इस सीधी पोजीशन पर आप सेंट्रल मैक्सिमा को देख सकते हैं और इसके दोनों तरफ आप सेकेंडरी मैक्सिमा देख पा रहे होंगे और इन सेकेंडरी मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में हमें मिनीमा इंटेंसिटी मिल रही है जोकि बीटा का फंक्शन है यह बदलती हुई इंटेंसिटी बीटा का फंक्शन है और I 0 sin squared beta by beta square के बराबर है यह बिटर क्या है बीटा pi a sin theta by lambda के बराबर है यह फार्मूला कैसे आया उसे हम इसे पहले की कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं हमारे केस में बीटा रोशनी की वेवलेंथ पर आधारित है और जब हम यह प्रयोग करेंगे तो अपनी वेवलेंथ को स्थिर रखेंगे हम एक लेजर लाइट लेंगे जिसकी रोशनी लाल है और उसकी वेवलेंथ की वैल्यू 6328nm जिसे हम चेक कर लेंगे यह Lamba हमारे प्रयोग के लिए स्थिर है अब यह a sin theta मैं a क्या है इसे मैंने गलती से b लिख दिया है मैं इसे फिर से a से बदल देता हूं यह a हमारी स्लीट की चौड़ाई है और यह theta के अधीन है Theta हमारा डिफ्रैक्टेड एंगल है जब रोशनी इस स्लीट अलग दिशा में जाएगी तब जैसे कि मैंने आपको दिखाया की यह समांतर किरने मिडल पैनल डिजाइन से इस theta के लिए आपस में इंटरफेयर करेंगे अलग अलग theta अलग समांतर किरणों का सेट आपस में इंटरफेयर करेगा इसीलिए हम कहते हैं कि डिफलेक्शन और कुछ नहीं बल्कि सेकेंडरी वेवफ्रंट में हुआ इंटरफैंस है जब यह वेवफ्रंट स्लीट पर पढ़ते हैं तो स्लीट पर मौजूद हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है और हमें सेकेंडरी वेवफ्रंट मिलते हैं इसी को हाइजन प्रिंसिपल कहते हैं यह सेकेंडरी वेवफ्रंट आपस में इंटरफेयर करते हैं और हमें डिफ्रेक्शन पेटर्न मिलता है या इंटरफेरेंस अलग अलग एंगल पर हो रहा है अलग एंगल पर हमें अलग अलग समांतर किरणों के सेट मिलेंगे और वह इस एंगल के लिए इंटरफेयर करेंगे और इंटरफ्रेंस की कंडीशन के हिसाब से हमें मैक्सिमा एंड मिनीमा इंटेंसिटी मिलेगी आप पहले ही इंटरफ्रेंस के ऊपर प्रयोग कर चुके हैं हमें इंटरफेरेंस के हिसाब से इंटेंसिटी वेरिएशन मिलेगा यह theta है दरअसल यह थीटा स्क्रीन पर बदल रहा है थीटा के बदलने से बीटा भी बदल रहा है इसका मतलब एक निर्धारित स्लीट की चौड़ाई के लिए थीटा बीटा के हिसाब से बदल रहा है यहां पर इंटेंसिटी अधिकतम है और यहां पर इंटेंसिटी मिनिमम है यहां से हम पता लगा सकते हैं तू अगर बीटा शून्य के बराबर है तो Sin beta by beta का पूरा स्क्वायर भी शून्य के बराबर होगा तब हमें बीटा की लिमिट को 0 के निकटतम तक लेना होगा तब यह एक के बराबर होगा इसकी इंटेंसिटी I 0 के बराबर होगी जब बीटा शून्य के बराबर होगा और दूसरे बीटा की वैल्यू के लिए यह इंटेंसिटी हमेशा I 0 से कम होगी जाहिर है कि यह थीटा बढ़ रहा है इसका मतलब बीता भी बढ़ेगा और अगर आप बीटा को जानते हैं तो Sin beta by beta के पूर्ण स्क्वायर को आराम से निकाल सकते हैं आप इस सेक्टर को निकाल सकते हैं और इसके इंटेंसिटी I 0 I होगी जब बीटा की वैल्यू शून्य के बराबर होगी यह सेंट्रल मैक्सिमा है जहां पर बीटा शून्य के बराबर है इसके अलावा बीटा बदलता है तो इंटेंसिटी भी गिर जाती है जब बीटा m pi के बराबर होगा तब क्या होगा तब sin बीटा Sin 2pi Sin3pi etc के बराबर होगा यहां बीटा 0 नहीं है इसका मतलब इंटेंसिटी का यह factor 0 होगा तो बीटा के m pi के बराबर होने पर हमें मिनीमा मिलेगा इसे डिफ्रेक्शन मिनीमा भी कहते हैं और यह हमें बीटा के प्लस माइनस pi वैल्यू पर मिलेगा यह प्लस माइनस तब इसीलिए आ रही है क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा की दोनों तरफ सिमिट्रिकल है इसीलिए जैसा एक तरफ होगा वैसा ही दूसरी तरफ भी होगा आपका बीटा m pi के बराबर आ रहा है इस रिलेशन से a sin theta m lambda के बराबर आ रही है और आपको यह कंडीशन मिलेगी जिसमें a sin theta m lambda यह डिफ्रेक्शन मिनीमा की कंडीशन है यह डिफ्रेक्शन मिनीमा क्या है यह है pi pi 2pi 2pi etc यह भी डिफ्रेक्शन मिनीमा डिफ्रेक्शन मैक्सिमा को भी हम निकाल सकते हैं लेकिन हम उसको यहां पर नहीं डिस्कस करेंगे यह मैक्सिमा सेकेंडरी होते हैं और theta शून्य होने पर हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है लेकिन सेकेंडरी मैक्सिमा हमें 3pi2 यानी 15 pi फिर 25pi इस तरह से मिलते हैं पर यह है बिल्कुल 15pi नहीं है यह उसे थोड़ा सा कम है जैसे कि यह 25 ना होकर 247pi है यह बिल्कुल 15 या 25 क्यों नहीं है यह हम ग्राफिकल मेथड से पता लगा सकते हैं लेकिन उसको हम यहां पर नहीं डिस्कस करेंगे और इस प्रयोग के लिए डिफ्रेक्शन मिनीमा का वर्किंग फार्मूला a sin theta equal to m lambda पर ध्यान देंगे हम स्लीट की चौड़ाई नापने के लिए किस तरह से theta की वैल्यू निकाल सकते हैं हमें theta को अलग अलग मिनीमा के लिए निकाल सकते हैं और lambda तो हमें पता ही है और m पता लग जाएगा क्योंकि यह पहला मिनीमा है यह दूसरा और यह तीसरा आर्डर का मिनीमा है m 123 और हम यहां से अलग अलग ऑर्डर के लिए theta निकाल सकते हैं हमें अलग अलग आर्डर के लिए a की बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी जिनका एवरेज लेकर हम सिंगल स्लीट की चौड़ाई को निकाल सकते हैं को करने के लिए हम ऐसी टेबल का इस्तेमाल करेंगे हम प्रकाश की वेवलेंथ को लिखेंगे जो हमने प्रयोग के लिए इस्तेमाल करी है हम यह भी लिखेंगे की स्लीट और स्क्रीन के बीच की दूरी क्या है जिसे D कहते हैं हम लिखेंगे की स्लीट और डिटेक्टर या स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या है और उसे गणना के लिए इस्तेमाल करेंगे अब हम क्या करेंगे हम एक फोटो डिटेक्टर या फोटो सेल का प्रयोग करके अलग अलग जगह पर इंटेंसिटी को ना पाएंगे इसका मतलब हमें स्कोर वर्टिकल दिशा में घुमाना होगा क्योंकि वर्टिकल दिशा में ही इंटेंसिटी में बदलाव आ रहा है यह फोटो सेल्फी घूमेगा हम सबसे पहले बिल्कुल भाई और से स्टार्ट करके हर एक पोजीशन पर इंटेंसिटी को नाप कर फोटो करंट के रूप में लिखेंगे अगर यह दूरी एक्स है और सेंट्रल मैक्सिमा की दूरी x0 है तो हम दूरी को सेंटर से x x0 लेंगे अगर यह x है तो सेंटर से इसकी दूरी x x0 है और Sin theta छोटी theta के लिए tan theta के बराबर होता है टेन थीटा को आप x x0 भाग D के बराबर लिख सकते हैं D जैसे मैंने बताया कि यह स्लीट व स्क्रीन के बीच की दूरी है और इसको हम सेंटर से नापाएंगे तो Sin theta D अब हम इस इंटेंसिटी को अलग अलग x के लिए नापाएंगे सबसे पहले हम x को शून्य के बराबर रखेंगे और फिर एक्स के लिए मिलने वाले इंटेंसिटी ऑफ फोटोकरेंट को लिखते रहेंगे इसका एक ग्राफ बनाएंगे जोकि theta के फंक्शन को फॉलो करता है वहां से हम मिनीमा और उस मिनीमा से संबंधित एंगल को निकालेंगे हम इन एंगल को लिख लेंगे और इन्हें अपने फार्मूला a sin theta equal to m lambda मैं डाल कर वहां से a को निकाल लेंगे यह एक टेबल है जिसमें फोटो सेल की पोजीशन और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में हम रीडिंग लेकर लिख रहे हैं x 0 सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है जिसे हम फोटो सेल की पोजीशन से नाप रहे हैं और इसको हम cm या mm मैं लिखेंगे theta D है और इसे नापने के लिए हम बाय और से शुरू करेंगे जैसे जैसे फोटो करंट बदलेगा I भी बदलेगा और इसको हम theta के फंक्शन या फोटो सेल के पोजीशन के फंक्शन के रूप में लिखेंगे इससे हमें अलग अलग एंगल के लिए इंटेंसिटी मिल जाएगी इसी तरह से हम बाई और को जाते हुए भी रीडिंग लेंगे इस तरीके से हमारे पास दो सेट ऑफ रीडिंग आ जाएंगी एक बाय और से चलते हुए और दूसरा बाय और की तरफ आते हुए हम theta और इंटेंसिटी का डाटा ले रहे हैं हम स्लीट की चौड़ाई को ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से बिन आप लेंगे ताकि इसे बाद में डिफ्रेक्शन प्रयोग से प्राप्त की गई वैल्यू के साथ कंपेयर किया जा सके हम इसे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से वेरीफाई कर लेंगे इसके लिए हमें इस माइक्रोस्कोप का बर्नियर कांस्टेंट को लिखना होगा ताकि हम माइक्रोस्कोप से रीडिंग को ले सके स्लीट के बाय किनारे से माइक्रोस्कोप की मदद से हम मेन स्केल व वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे यह स्लीट की बाई और का किनारा L और दाई और का किनारा R नोट करने के बाद स्लीट की चौड़ाई निकालने के लिए हम इनको आपस में घटा देंगे क्योंकि a R L इस तरह माइक्रोस्कोप से और हमारे डिफ्रेक्शन के प्रयोग से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं स्लीट की चौड़ाई जो कि हमने माइक्रोस्कोप से निकाली है और स्लीट की एवरेज चौड़ाई जो हमने डिफ्रेक्शन के प्रयोग से निकाली है इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे ऐसा करने के लिए हमें एंगल थीटा के लिए इंटेंसिटी के बदलाव का प्लाट बनाना होगा और हम फोटो सेल को स्लीट के प्लेन के बिल्कुल समांतर रखेंगे टेबल वन से हमें यह डाटा मिल जाएगा और हम हमारे स्लीट की चौड़ाई को इस ग्रुप से निकाल पाएंगे और साथ ही माइक्रोस्कोप से भी निकाल लेंगे ताकि उन्हें कंपेयर कर सके इस प्रयोग की एरर की गणना बहुत ही आसान है a sin theta m lambda और a R L है Sin theta D है क्योंकि हम यहां पर D और x दो रीडिंग को घटाकर निकाल रहे हैं इसीलिए हम यहां पर 2 del D by D plus 2 del x by x minus x 0 ले रहे हैं इसी कारण से यह 2 का फैक्टर यहां पर आ रहा है अब मैं आपको यह प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा यह एक स्लीट और किस को रोटेट करके मैं इस स्लीट की चौड़ाई को बदल सकता हूं मुझे लगता है कि आप देख पा रहे होंगे कि इसे रोटेट करने से स्लीट की चौड़ाई बढ़ रही है और अब यह एक बहुत बड़ी स्लीट बन चुकी है इसीलिए मैं अब इसकी चौड़ाई को घटा दूंगा मैं इस पेच को घुमा कर स्लीट की चौड़ाई को घटा रहा हूं और इसे एक पर्टिकुलर चौराहे पर लाकर रोक दूंगा जिसे मैं a कह रहा हूं अब मैं इसकी चौड़ाई को नहीं छोडूंगा हम इसकी चौड़ाई को पूरे प्रयोग के दौरान यही रखेंगे यह लेजर है इसकी वेवलेंथ जैसे कि मैंने बताया की 6328 nm है यह लेजर की किरने स्लिट पर आकर गिरेगी यह लेजर की किरने स्लिट पर आकर गिरेगी और यह स्क्रीन है जिस पर हम डिफ्रेक्शन पेटर्न को देखेंगे डिफ्रेक्शन पेटर्न में हम देख पा रहे हैं कि सेंटर में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला मैक्सिमा है हम देख रहे हैं कि सेंट्रल वाला सबसे अधिकतम इंटेंसिटी वाला है और बाकी सब मैक्सिमा और मिनीमा है आपको यह सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है और यह फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा सेकंड और थर्ड ऑर्डर फूड ऑर्डर पांचवा छठा सातवां आठवां अथवा और भी यह लेजर लाइट है इसीलिए हम इतने सारे ऑर्डर के मैक्सिमा को देख पा रहे हैं अगर इसकी जगह कोई और रोशनी होती तो हम इतने सारे नहीं देख पाते क्योंकि लेजर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है इसीलिए पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा को देखना आसान है बीच बीच में खाली जगह है जहां पर कोई भी रोशनी नहीं है यह डिफ्रेक्शन मिनीमा है जिनकी कंडीशन a sin theta m lambda है और हम यहां पर इंटेंसिटी को फोटो सेल के इस्तेमाल से नाप रहे हैं हम इस फोटो सेल की अलग अलग पोजीशन के लिए इसमें पैदा होने वाले फोटोकरेंट की रीडिंग को लिखेंगे यह फोटो करंट प्रकाश की इंटेंसिटी के प्रपोजनल है यह फोटो सेल की प्रॉपर्टी है अब हमें यहां x Vs फोटो करंट मिलेगा और हम सेंट्रल रीडिंग को x0 मान लेंगे हम इस तरीके से भी फोटो सेल की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं कि यह सेंट्रल शून्य पर बने पर इसकी कोई जरूरत नहीं है हम यहां से इसको x0 ले लेंगे और इसके संदर्भ में फोटो सेल की पोजीशन को बदलेंगे लेफ्ट से शुरू करके रीडिंग लेते लेते हम फिर से लेफ्ट की तरफ वापस आएंगे इस तरह से हमारे पास दो सेट ऑफ रीडिंग हो जाएंगी एक लेफ्ट से जाते हुए और एक लेफ्ट को आते हुए अभी हमारा काम है कि हम इस इंटेंसिटी यानी की फोटो करंट को theta के संदर्भ में प्लॉट करें theta D जहां पर D हमेशा स्थिर रहेगा हम यहां पर सिर्फ x को बदल रहे हैं अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें क्या मिल रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि a sin theta m lambda है जहां पर sin theta x minus x 0 भाग D है यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी ऑर्डर के लिए अगर एम 1 और यह एंगल थीटा 1 m 2 और यह एंगल थीटा 2 इस तरीके से एक खास स्क्रीन की दूरी पर हमें यह एंगल मिलेंगे लेकिन अगर आप इस Dदेंगे तो क्या होगा D को बढ़ाने से इसका वैल्यू घट जाएगा जिसकी वजह से आप theta को चेंज नहीं कर पाएंगे इससे थीटा को हम स्लीट की चौड़ाई और डिफ्रैक्टेड एंगल से डिफाइन कर रहे हैं मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर D को बढ़ाया जाएगा तो उससे x भी बढ़ेगा जिसकी वजह से फर्स्ट ऑर्डर दूसरी तरफ चला जाएगा अगर आप यह डी बढ़ाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा आप देखेंगे कि एक्स भी बढ़ गया है और उसकी वजह से यह आर्डर दूसरी और जा रहा है जैसे कि मैं यहां इसे बढ़ा रहा हूं इस दूरी को बढ़ा रहा हूं मुझे लगता है मुझे ऐसे कम करना चाहिए जैसे कि मैं इस दूरी को घटा रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि यह आर्डर पास पास आ रहे हैं एक्स को कम करने की वजह डी को कम करना है एक्स थीटा एक को फिर रखने के लिए कम हो जाएगा क्योंकि यह तो स्लीट और यह स्लीट और स्क्रीन के बीच की दूरी पर निर्भर करता है यह थीटा a पर भी निर्भर करता है तो अगर हम ए को घटाएं या बढ़ाएंगे उससे भी ऑर्डर की पोजीशन बदलेगी एक विशेष ऑर्डर के लिए ए के चेंज करने पर थीटा कम होगा ऑर्डर के लिए जब a को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब lambda से होगा इसका मतलब पहले आर्डर मिनीमा के लिए थीटा बढ़ जाएगा और यह पहला ऑर्डर सेंट्रल मैक्सिमा के करीब आ जाएगा अगर थीटाकम होगा तो यह पहला आर्डर सेंट्रल मैक्सिमा से दूर चला जाएगा ऐसा मैं आपको करके दिखा सकता हूं जैसे कि मैं अभी स्लीट की चौड़ाई को बदल रहा हूं क्षमा करें मैं इसको कम कर रहा हूं यह भी शून्य के बराबर है और मैं अभी आपको दिखाऊंगा ठीक है से इसे बढ़ाने से फर्स्ट ऑर्डर मिनीमा सेंटर मैक्सिमा के करीब चला जाएगा और सभी आर्डर सेंटर मैक्सिमा की तरफ चलने लगेंगे यह सेंट्रल मैक्सिमा पर स्लीट की चौड़ाई का असर है अब मेरे घटाने पर कैसे ये सेंट्रल मैक्सिमा से सारे मिनीमा दूर जा रहे हैं मतलब इनके बीच की दूरी बढ़ रही है थीटा भी बढ़ रहा है और आप यह एंगल देख सकते हैं हम इस a को एक विशेष वैल्यू पर रखेंगे और साथ ही इस एंगल को भी एक विशेष वैल्यू पर रखेंगे और इसको बाद में नहीं बदलेंगे जैसे मैं आपको दिखा चुका हूं कि अगर आप यह दूरी को बदलेंगे तो इसकी वजह से यह भी बदल जाएगा इसीलिए आपको इसे एक विशेष दूरी पर रखकर स्लीट की चौड़ाई a को और दूरी D को एक खास वैल्यू पर रखकर यह प्रयोग आगे करना होगा हम कौन सा प्रयोग करेंगे हम डिफ्रेक्शन पेटर्न की इंटेंसिटी को थीटा के फंक्शन के रूप में निकालेंगे जोकि फोटो सेल की दूरी का फंक्शन है और वहां से थीटा निकालकर हम यह स्क्रीन को हटा देंगे अब मैं स्क्रीन को हटा रहा हूं यह फोटो सेल है यह डिफ्रेक्शन पेटर्न इस फोटो सेल के ऊपर गिर रहा है फोटो सेल फोटो करंट या फिर फोटो वोल्टेज को पैदा करेगा हम इसे मल्टीमीटर के इस्तेमाल से नाप लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर एक मल्टीमीटर को इस्तेमाल कर रहा हूं जब यह स्विच ऑफ है तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए जब हम लाइट को ऑफ कर देंगे मेरे ख्याल से इस रोशनी की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है आप इसे तब नहीं चुन पाएंगे जब कमरे की दूसरी रोशनी अभी इस फोटो सेल के ऊपर पड़ेगी और करंट देंगी इसीलिए हमने देखा कि यह फोटो सेल का स्केल माइक्रोमीटर में है और इसमें एक स्क्रूगेज है जिसमें सर्कुलर और लिनियर स्केल है अगर मैं इस सर्कुलर स्केल को रोटेट करके बदलता हूं तो इससे फोटो सेल की पोजीशन भी बदलेगी और मैं इसको लिख लूंगा इस सर्कुलर स्केल के सो डिवीजन है अगर मैं एक बार रोटेट करता हूं तो एक मिली मीटर इस सर्कुलर स्केल के सो डिवीजन है और अगर मैं एक बार रोटेट करता हूं तो यह एक मिली मीटर से भरता है इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट 0001 सेंटीमीटर या फिर 001 मिलीमीटर है हमें इस तरह से यहां से रीडिंग लेनी होंगी और अब मैं आपको रीडिंग दिखाऊंगा वैसे आपको बिल्कुल लैब से रीडिंग लेनी है लेकिन मैं सेंटर में बैठा हुआ हूं इसीलिए मैं मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वोल्टेज वाली रीडिंग को ले रहा हूं जो कि सेंट्रल पोजीशन भी है यह सेंट्रल पोजीशन यहां रीडिंग 193 दिखा रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर की रोशनी भी इसके ऊपर आ रही है जिसे मुझे रोकना होगा इसीलिए अभी इसको स्विच ऑफ करके मैं इसका स्केल बदल दूंगा इस तरह जाने पर यह माइनस साइन दिखा रही है अब 180 मिली वोल्ट है और अब 192 है इसी तरह से मैं बदल बदल कर इंटेंसिटी लेता रहूंगा और जैसे कि आप सेंट्रल मैक्सिमा से देखी सकते हैं हम पहले मेरी मां की तरफ जा रहे हैं इसीलिए इसकी रीडिंग बदल रही है आपको हर पोजीशन के लिए स्क्रीडिंग को लेकर लिखना होगा मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं बस आपको इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखाना चाहता हूं मुझे अभी मिनीमा मिलने वाला है यह बहुत जल्द से बदल रहा है मैं नहीं जानता क्या कैमरे की लाइट इस पर पढ़ने से ऐसा हो रहा है क्या इस तरह से चलकर आपको फोटोकरेंट को नोट करना होगा यह फोटो करंट प्रकाश की इंटेंसिटी को दर्शाता है अब मैं क्या करूंगा मैं इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से और इसकी हाइट को एडजस्ट करके इस पर थोड़ा प्रकाश डाल के ताकि हम उसे देख सके इससे सिलिट को देखूंगा मैं यहां पर दूसरी सिलिट स्वीट को ले रहा हूं और इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं आप यहां पर एक हॉरिजॉन्टल स्केल को देख सकते हैं और इसके क्रॉसवायर को इस सिलिट के लेफ्ट किनारे पर लगा देंगे आपको बर्नियर कांस्टेंट भी निकालना होगा यहां मैं 50 डिवीजन देख पा रहा हूं और इसे निकालना में बहुत बार आपको सिखा चुका हूं इसीलिए आप लेफ्ट किनारे से रीडिंग लेंगे और चलते चलते क्रॉस वायर को दूसरे किनारे तक लेकर जाएंगे और बाद में इन दोनों रीडिंग का डिफरेंस लेंगे यह रीडिंग सिलिट लाई है जिसे हमने माइक्रोस्कोप से निकाला है इसके अलावा जो भी वैल्यू आपको इंटेंसिटी और फोटो करंट का एंगल के विरुद्ध ग्राफ निकालकर मिली है एंगल जोकि x x0 भाग D के बराबर है जब आप यह ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप इंटेंसिटी वेरिएशन को देख पाएंगे वहां से पहला आर्डर मिनीमा दूसरा आर्डर मीनिंग और इनके क्या क्या एंगल है निकाल लेंगे इनको जब आप इस फार्मूला a sin theta m lambda में डालेंगे जिसमें साइन थीटा की वैल्यू ग्राफ से और लेमदा की वैल्यू 6328nm है आप a को दोनों तरफ के पहले आर्डर दूसरे और तीसरे आर्डर के लिए निकाल सकते हैं आपको कुछ रीडिंग्स मिलेंगी जिनसे आप एवरेज करके a का वैल्यू निकाल लेंगे यह a फ्लैट की चौड़ाई है मुझे लगता है मैंने आपको सिंगल स्लित डिफ्रेक्शन के पैटर्न को दिखाने की पूरी कोशिश की है और इसे कैसे नापते हैं यह भी समझाया है मैं रीडिंग नहीं ले पाया क्योंकि इससे बहुत समय लग जाएगा और यह आपका काम है इसीलिए मेरे बताए हुए प्रोसीजर को फॉलो करें अब मैं यही रुकता हूं आपकी ध्यान के लिए धन्यवाद